हम पदार्थ की तरंग प्रकृति की चर्चा करते रहे हैं और जो मैंने पिछले कुछ व्याख्याताओं में प्रस्तुत किया है वह यह है कि मोमेंटम momentum p के साथ एक कण में तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा λ होता है जो इसके साथ यात्रा करने वाली तरंगों से जुड़ा होता है इसका मतलब है wavehp हमने क्या नहीं बताया कि ये कैसी लहरें हैं केवल एक चीज जो हम जानते हैं वह यह है कि जब कण चलता है तो उसके साथ कुछ तरंग चलती है और इसकी तरंगदैर्ध्य hp होती है और हमने यह भी चर्चा की है कि इन तरंगों के अस्तित्व की जांच या परीक्षण कैसे किया जाता है और जिन 3 प्रयोगों की मैंने चर्चा की थी वे क्रिस्टल से कणों के विवर्तन थे जो कि क्रिस्टल से एक्स किरणों के विवर्तन के समान है दोनों ब्रैग रिश्ते को संतुष्ट करते हैं यानी 2dSinθnλ जहाँ x किरणों के लिए यह x किरणों की तरंगदैर्ध्य होगी वही इलेक्ट्रॉनों या क्रिस्टल से विवर्तित कणों के लिए यह उन कणों का तरंगदैर्ध्य होगा जो कि कणों का nhp है मैंने आपको प्रकाश की खड़ी तरंगों के कणों को भी प्रस्तुत किया इस अवधारणा पर थोड़ा और ध्यान देते हुए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि उनकी कुछ गलतफहमियां हैं जिन्हें तुरंत दूर किया जाना चाहिए एक गलत धारणा और वह यह है कि चूंकि कणों की मोमेंटम से जुड़ी तरंगें होती हैं इसलिए कण को ऐसे चलना चाहिए जैसे कि एक लहर है इसका मतलब है कि कभी कभी यह गलत धारणा होती है कि कण स्वयं एक गति कर रहा है जो तरंग प्रकाश है जिसकी तरंगदैर्ध्य λ hp है यह गलत प्लान किया गया है कण से जुड़ा यह तरंग व्यवसाय क्या कहता है कि यदि कोई कण है जो मोमेंटम p के साथ गति कर रहा है तो कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है और हम अभी तक यह नहीं जानते हैं कि यह तरंग क्या है जब तक हम व्याख्या शुरू करने में समीकरण नहीं लिखते हैं लेकिन प्रयोगात्मक रूप से यह स्थापित होता है कि एक तरंग जुड़ी होती है जिसकी तरंगदैर्ध्य λ hp होती है तो यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए एक कण गतिमान है और उसके साथ एक तरंग जुड़ी हुई है दूसरा यह कि कणों का विवर्तन या यह कणों के व्यतिकरण दोनों एक ही समान है और वह यह है कि कणों के बड़ी संख्या के लिए यह सांख्यिकीय है इसमें मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि मैं एक डबल स्लिट प्रयोग कर रहा हूं इस तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और अंत में मुझे एक व्यतिकरण पैटर्न दिखाई देता है भ्रांति यह है कि जब मैं इन इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जाने देता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ व्यतिकरण करता है और फिर वे व्यतिकरण करते हैं और कहीं चले जाते हैं जो कि एक गलत धारणा है क्या हो रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो आता है वह किसी न किसी तरह विभाजित हो जाता है विभाजित नहीं होता है तरंग विभाजित हो जाती है और यह प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से जुड़ी तरंग है जो एक इंटरफ़ेस पैटर्न बनाती है बस एक इलेक्ट्रॉन यहां या यहां या यहां या यहां जा सकता है तो हम वास्तव में व्यतिकरण पैटर्न नहीं देखते हैं लेकिन यह बन रहा है तो क्या होता है जब धीरे धीरे यदि आप एक समय में एक इलेक्ट्रॉन को आने देते हैं और बहुत सारा डेटा एकत्र करते हैं तब भी जब हम बहुत सारे डेटा एकत्र करने के बाद एक समय में केवल एक इलेक्ट्रॉन को स्लिट्स से गुजरने की अनुमति देते हैं तो आप एक पैटर्न देखते हैं इस तरह उभर रहा है और इसका मतलब यह है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने आप में व्यतिकरण कर रहा है अधिक सटीक रूप से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से जुड़ी तरंग दोनों प्लेटों से होकर गुजरती है और जब यह यंग के डबल स्लिट प्रयोग में प्रकाश तरंग व्यतिकरण की तरह बाहर आती है तो ये तरंगें भी व्यतिकरण करती हैं और फिर तदनुसार कण कहीं चला जाता है कण विभाजित नहीं हो सकता है इसलिए यह कभी न सोचें कि केवल जब बड़ी संख्या में कण आते हैं तो वे एक दूसरे के साथ करते हैं और फिर व्यतिकरण पैटर्न कारूप लेते हैं नहीं यह प्रत्येक कण एक कण से जुड़ी तरंग है जो स्वयं के साथ व्यतिकरण करती है और क्रिस्टल विवर्तन प्रयोग में भी एक समान चीज बनाती है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से जुड़ी तरंग प्रत्येक कण अपने आप में व्यतिकरण करती है और फिर जब आप बहुत अधिक डेटा एकत्र करते हैं तो आप पैटर्न को कणों को कहीं जाते हुए देखते हैं इसलिए मुझे आशा है कि मैंने इन 2 भ्रांतियों को दूर कर दिया है जो काफी प्रचलित हैं अब ऐसा करने के बाद मैं डिराक कपिट्ज़ प्रभाव को भी कुछ समय देना चाहता हूं जिसमें हमने जो कहा वह यह है कि अगर मैं प्रकाश की एक स्थायी लहर लेता हूं और इलेक्ट्रॉनों या कुछ कणों को इस तरफ से विशेष कोण थीटा पर आने देता हूं तो आप बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन को एक ही मोमेंटम के साथ एक ही कोण पर विवर्तन करते हुए देखते हैं यह कैसे होता है तो यहाँ क्या होता है तरंगों पर हमारी चर्चा से याद कीजिए कि एक खड़ी लहर इस तरह से यात्रा करने वाली लहर है और दूसरी तरफ समान एंप्लीट्यूड के साथ यात्रा करने वाली लहर है तो जब इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होता है यह नीचे आने वाली तरंग से एक फोटॉन को अवशोषित कर सकता है और इसलिए यह निश्चित दिशा में एक किक प्राप्त करता है और फिर दूसरी लहर जाने वाली तरंग उस फोटॉन को बाहर निकालने के लिए प्रेरित हो सकती है तो इसे एक और किक मिलती है आइए इसे और अधिक व्यवस्थित रूप से करें इसलिए जब यह मोमेंटम p आ रहा है और मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इस ओर से आवृत्ति nu का एक फोटॉन अवशोषित करता है यह फोटॉन के संवेग का एक किक प्राप्त करता है जिसे h प्रकाश के रूप में भी लिखा जा सकता है जो कि hνc है फिर चूंकि यह खड़ी लहर है इसलिए इस ओर से भी एक प्रकाश आ रहा है यह विपरीत दिशा में जाने वाले फोटॉन को बाहर निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर सकता है और यह फोटॉन में एक और किक जोड़ता है जो फिर सेhνc है और इसलिए अंत में फोटॉन गति इसे इस तरह से आगे बढ़ाती है तो यह थीटा कोण पर आ रहा था और p को समान रखते हुए इस कोण थीटा पर निकल गया pकितना है p यह बड़ा तीर है तो p फोटॉन की दिशा में है जो कि 2pSinθ के बराबर है जिसे आप मेरे द्वारा बनाए गए इस आरेख से देख सकते हैं और यह h लाइट 2 गुना के बराबर होना चाहिए क्योंकि इसमें 2 फोटोन शामिल हैं जो 2 है मैं इसे2ℏ2π लिख सकता हूं जो कि 2ℏklight के समान है आप कई अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं लेकिन यह आपको यह भी बताता है कि ℏkप्रकाश का मोमेंटम है और इसलिए इलेक्ट्रान का sinθ गुना p मैं 2helectron के रूप में लिख सकता हूं जो कि 2hlight के समान है और जो आपको तुरंत देता है lightsinθ electron जो ब्रैग्स की स्थिति के समान है जैसा कि पिछले व्याख्यान में लिया गया था 2 प्लेन के बीच इस अंतर के मदद से समान प्लेन d है जो कि light2है तो यह डिराक कपिट्ज़ या Kapitza Dirac कपिट्ज़ डिराक प्रभाव को समझने का एक तरीका है जहां इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को अवशोषित करता है और फिर उस फोटॉन को विपरीत दिशाओं में उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे हमें दो बार किक मिलती है तो ऐसा करने के बाद अब हम इस तरंग के बारे में समझना चाहते हैं जब मोमेंटम थोड़ा और अधिक हो अब लहर एक ऐसी चीज है जो अंतरिक्ष में फैली हुई है इसलिए यदि आप एक समतल तरंग लेते हैं तो यह पूरे अंतरिक्ष में फैल सकती है कुछ इसे जितना संभव हो उतना खींच सकते हैं तो यह एक लहर है जो अंतरिक्ष में फैली हुई है वहीं अगर आप किसी कण को देखें तो वह कहीं न कहीं दिखता है यह यहाँ हो सकता है यह यहाँ हो सकता है एक स्थान पर हो सकता है तो यह एक बिंदु पर स्थानीयकृत है यदि किसी कण से कोई तरंग जुड़ी हो तो कण का स्थानीकरण हो जाता है लेकिन तरंग चारों ओर फैल जाती है कण कहाँ है क्या यह यहां है क्या यह यहां है क्या यह यहां है यह लहर में कहाँ है तो सवाल उठता है कि तरंग में कण कहाँ पाया जाता है यही एक सवाल है दूसरा प्रश्न यह है कि आइए हम इन तरंगों की गति की गणना भी करें अगर मैं गैर सापेक्ष शब्द में गणना करता हूं तो गैर सापेक्षवादी तरंगें vwavesआवृत्ति होने जा रही हैं λ आवृत्ति कुछ भी नहीं है लेकिन ऊर्जा Eh है जो hpहै एच रद्द हो जाता है और मुझे Epमिलता है जो p22mp के अलावा कुछ भी नहीं है जो p2m है जो vparticle 2 है दूसरी ओर अगर मैं एक सापेक्षतावादी गणना सही करता हूं तो मुझे एक सापेक्षतावादी गणना करने दें फिर मेरे पास फिर से vwaves ऊर्जा के बराबर है जो अब mc21 v2c21h होने वाली और इसे मोमेंटम से गुणा करने पर hmv1 v2c2मिलता है फिर मैं इस शब्द को रद्द करता हूं मैं एम रद्द करता हूं मैं एच रद्द करता हूं और मुझे c2vparticle मिलता है दोनों ही मामलों में मैं देखता हूं कि तरंग की गति vparticle के समान नहीं है तो क्या चल रहा है तो 2 प्रश्न जिनके पास कण से जुड़ी तरंग के इस विचार का एक कारण है नंबर एक वह है जहां लहर में कण स्थित है और प्रश्न संख्या 2 यह है कि कण की गति तरंग चित्र में कैसे प्रवेश करती है और इन दोनों का उत्तर जिस चीज द्वारा दिया जाता है उसे तरंगों का समूह कहते हैं और इसी पर मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूं इसलिए जब हम कहते हैं कि हर जगह एक लहर है और मुझे नहीं पता कि कण कहाँ स्थित है जो कि यहाँ कहीं होना चाहिए था जहाँ इसे डॉट द्वारा दिखाया जाता है डॉट आउट कहते हैं कि कण वास्तव में कब है इसे गतिमान करना तरंग की अनंत जुड़ाव द्वारा निरूपित नहीं किया जाता है बल्कि इस तरंग को कण स्थिति के आसपास स्थानीयकृत किया जा सकता है तो कण कहीं है एक बड़ा आयाम है तो इसकी एक प्रोफ़ाइल है लहर की प्रोफ़ाइल है और कण इस प्रोफाइल के भीतर पाया जाना है तो मान लीजिए कि यदि यह x है तो इस तरंग के प्रसार की सीमा तक कण इस प्रोफ़ाइल के भीतर पाए जाते हैं ध्यान दें कि यह बयान देकर मैं वास्तव में जो कुछ कह रहा हूं उससे कहीं ज्यादा कह रहा हूं मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि अगर मैं कण के साथ तरंग को जोड़ता हूं तो यह कुछ डेल्टा के भीतर स्थित हो सकता है x यह ठीक से स्थित नहीं हो सकता है और यह एक क्वांटम यांत्रिक सत्य कथन है मैं कण का ठीक ठीक पता नहीं लगा सकता जहां x 0 है क्योंकि उस तरंग के भीतर कहीं भी एक लहर जुड़ी हो सकती है इसलिए उदाहरण के लिए जब मैं इस कण और इससे जुड़ी एक तरंग को लेता हूं एक प्रोफ़ाइल के साथ जो मैंने पहले बनाया था उदाहरण के लिए यह हो सकता है कि अब के साथ तरंग मैं इस ग्रीक प्रतीकों x का परिचय दूंगा क्योंकि मैं इसे बाद में उपयोग करने जा रहा हूं उदाहरण के लिए यह Sink0x 0t e x22 हो सकता है इसलिए कि जैसे जैसे आप कण की उस स्थिति से दूर जाते हैं यह क्षय होता जाता है इसलिए यदि कण की स्थिति x0 पर है तो मैं इसे Sink0x 0x e 22 के रूप में लिख सकता हूं जहाँ k naught इस उच्छृंखलता के इस λ से संबंधित है तो मैं इसे 2π0 के रूप में लिख सकता हूं 0 कण की इस ऊर्जा से संबंधित है जो कि 2πν के समान है जो 2πEh के समान है तो कुछ तरंग दैर्ध्य जुड़ा हुआ है लेकिन प्रोफ़ाइल भी है तो न केवल k कुछ मौजूद है ऐसे मामले में अन्य मामले भी मौजूद हैं और वे कैसे मौजूद हैं फिर से मैं उस पर वापस जाऊंगा जो मैंने आपको बताया था कि ईजिन कार्यों के संदर्भ में एक सामान्य लहर का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है तो यह मैं एक फूरियर ट्रांसफॉर्म के रूप में लिख सकता हूं या अलग अलग केस टाइम पर कुछ स्थिर AkSinkx ωt मैं इसे समान रूप से AkSinωt kx के रूप में लिख सकता हूं आप किस तरह से कहना चाहते हैं इस पर निर्भर करते हुए मैं सिर्फ पाप बदल सकता हूं और मुझे यह पसंद आएगा के और निरंतर मामले में इसे फूरियर ट्रांसफॉर्म के रूप में लिखा जाता है जो कि k eiωt kx d k के एक समारोह के रूप में कुछ A का इंटीग्रल है के minus ∞ to तक फैला हुआ है और Ak अधिकतम k के बराबर है k0 क्योंकि आप देखते हैं कि यह एक प्रमुख तरंग है और यह इससे दूर हो जाता है इसलिए उदाहरण के लिए यह उस रूप का हो सकता है यदि मैं A k छंद k को प्लॉट करने जाता हूं तो यह उस रूप का हो सकता है मान लीजिए कि यह वहां सबसे बड़ा है और फिर क्षय हो जाता है तो कुछ तरंगें मिश्रित हो रही हैं यह कुछ k के भीतर k है k किससे संबंधित है डी ब्रोगली De Broglie's की परिकल्पना के अनुसार k कुछ और नहीं बल्कि 2π है यह p देता है जिसका अर्थ है कि pℏk अतः कण का संवेग k से ℏk के रूप में संबंधित है और जब मैं कहता हूं कि उनका योग k फैला हुआ है इसका मतलब है कि कण का संवेग बहुत सटीक रूप से निर्दिष्ट नहीं है इसका एक बड़ा हिस्सा k0 है लेकिन इसमें एक फैलाव भी है तो विशेष रूप से स्थिति बिल्कुल निर्दिष्ट नहीं है यहां तक कि गति का भी फैलाव है मोमेंटम सटीक होता अगर तो निरंतर तरंग लंबाई की समतल तरंग माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक फैलती है तो एक स्थानीयकृत कण डेल्टा x के लिए यह स्थिति ज्ञात नहीं है वास्तव में गति का ठीक ठीक पता नहीं है और वास्तव में आप यह दिखा सकते हैं कि यदि यह कण है जो इस आयाम के भीतर स्थित है तो यह यहां कहीं स्थित है क्या फैलाव x है और संबंधित फूरियर रूपांतरण का विस्तार k0 है यह A k है और गति k है तो kx 1 के क्रम का है और k कुछ भी नहीं है लेकिन Δpx 1 के क्रम का है या p और x के क्रम का है यह तरंग प्रकृति वाले कण का एक और परिणाम है अगर मैं 2 को समेटना चाहता हूं तो मैं गति और संबंधित स्थिति नहीं दे सकता वही दिशा उसी सटीकता के साथ जैसा कि मैं क्लासिकली रूप से करता हूं और वे वास्तव में उत्पाद हैं यह अनिश्चितता सिद्धांत का एक बयान है जो बाद के व्याख्यानों में वापस आएगा लेकिन अभी मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि आप तरंग और कण प्रकृति को एक साथ देखते हैं तो आप गति और स्थिति को उतनी सटीकता के साथ निर्दिष्ट नहीं कर सकते जितना आप चाहते हैं उनका एक पारस्परिक संबंध px के क्रम का है तो अब इस तरंग पैकेट का प्रतिनिधित्व करते हुए जिसे पिछली स्लाइड में मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म के रूप में लिखा था और मैं इस ψ को ∞ Akeiωt kxdk के बराबर लिखने जा रहा हूं आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैं केवल k के ऊपर ही समाकलन क्यों कर रहा हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भी k का एक फलन है अब मान लें कि 0 के बराबर प्रोफ़ाइल 0द्वारा दी गई थी जो एकीकरण है ∞ Ake ikxdx और यह 0 है कभी कभी बाद में क्या होता है और यह k k0 के आसपास का शिखर है इसलिए मैं अभी सही नहीं हूं साई x अल्पविराम और पहले के व्याख्यानों से याद करता हूं कि जब मैं समय निर्भरता लिखना चाहता हूं तो मैं सिर्फ समय पर निर्भरता डालूंगा जैसा कि एक लहर के लिए होता है तो यह eiωt kxd k होगा समय के साथ फंक्शन या वेव फंक्शन ऐसा दिखने वाला है याद करें जब मैंने स्ट्रिंग की थी और मैंने कहा था कि अगर मैं इसे त्रिकोणीय स्ट्रिंग का आकार देता हूं और इसे प्रदर्शित करता हूं तो समय के साथ विस्थापन सभी ईजिन आवृत्तियों और ईजिन कार्यों के योग के रूप में दिया गया था ठीक उसी तरह से मैं यह हूं लिखने जा रहे हैं और अब चूँकि K के पास A सबसे बड़ा है k0 के बराबर है हम ω को k0dωdkk0 Δk के रूप में विस्तारित करेंगे तो मैं अब xtको ∞Akei0t k0xeidωdkk0k kxdk के बराबर लिखने जा रहा हूँ चूंकि घुंघराले कोष्ठक में दिखाया गया अनुपात k पर निर्भर नहीं करता है इसलिए मैं इसे बाहर निकाल सकता हूं और इसे ei0t k0x ∞Akeidωdkk0k kxdk के रूप में लिख सकता हूं ए के लिखने के बजाय मैं इसे k के के एक समारोह के रूप में लिख सकता हूं जहां k k0 से अंतर है eidωdkk0t x यहां एक टी है क्षमा करें यहां एक टी था और k पर एकीकरण था और यह क्या है याद करें Akeikxdk यह फंक्शन था जो इस वेव की प्रोफाइल को सही दे रहा था तो यह वही है जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि यह था ताकि 0 तो मैं एक ही प्रोफ़ाइल में आने जा रहा हूँ और यह0 होने जा रहा है सिवाय इसके कि मेरे पास k0t x होगा तो क्या होता है यह प्रोफ़ाइल जो समय t में थी वह दूरी dωdkk0 t द्वारा स्थानांतरित हो गई है और इसलिए अब इसे 0का dωdkk0t x के रूप में दिया गया है यदि यह इतना dωdkk0 t से स्थानांतरित हो गया है इसका मतलब है कि यह k 0 पर v dωdk गति से आगे बढ़ा है तो यह कण था जो तरंग के इस प्रोफाइल द्वारा दिया जा रहा है और समय t में यह साथी k0 पर गणना की गई dωd k दूरी से चलता है और उसी आकार में चलता है जैसे कण यहाँ पहुँच गया है और इसलिए इसका मतलब है कि जिस गति से यह चला गया है वह k0 पर dωdk है और इसे समूह वेग के रूप में जाना जाता है vg समूह वेग है क्योंकि तरंगों का समूह जो गति करता है और यह समूह वेग समान होना चाहिए कण की गति समान होनी चाहिए और आइए इसे जांचें तो E को p22m के रूप में दिया गया है जो अब तक आपका परिचित 2k22m है तो जो Eहै वही 2πEhके समान है 2k22m है और इसलिए k0 पर dωdk ℏkm होने जा रहा है जो k0m है जो कि p0mके समान है जो कण वेग के समान है अतः हम कहते हैं कि कण वेग का कण गति समूह वेग के समान होता है तो अंत में जब मैं एक कण के साथ एक तरंग को जोड़ता हूं कण का वर्णन तरंग पैकेट से किया जाता है यह एक लहर पैकेट है और कण की गति समूह वेग के समान होती है अगले व्याख्यान में हम इस तरंग के लिए तरंग समीकरण विकसित करेंगे और श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करके समस्याओं को हल करना शुरू करेंगे